सभी का स्वागत तो हम प्रबंधन लेखांकन के मूल सिद्धांतों के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और आज हम प्रबंधन लेखांकन की अन्य तकनीकों या प्रबंधन लेखांकन के अन्य मूल सिद्धांतों के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे मैं इसे धीमी गति से ले रहा हूं क्योंकि अगर हम मूल सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट हैं अगर हम इस तकनीक को लागू करने की मूलभूत आवश्यकताओं या संगठन में प्रबंधन लेखांकन की विभिन्न तकनीकों के बारे में स्पष्ट हैं फिर यह हमारे लिए अधिक उपयोगी और उपयोगी होगा कि हम विषय के बारे में पूरी बात प्रत्येक विषय के बारे में और हर चीज के बारे में जानें इसलिए कह सकते हैं कि इमारत की नींव बनाने को या जो मुझे लगा जरूरी है वह इसलिए धीरे धीरे और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं मैं प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों मैं सीधे कूद नहीं रहा है मैं आपको आने वाली कक्षाओं में उनमें ले जाऊँगा लेकिन शुरू में हमें विस्तार से मूल बातें या प्रबंधन लेखांकन की बुनियादी बातों पर चर्चा करना चाहिए जो विषय को विस्तार से समझने के लिए वास्तव में उपयोगी और सहायक हैं इसलिए अब हम कुछ तकनीकों के बारे में जानेंगे यहां अब हम प्रबंधन लेखांकन में योजना और नियंत्रण की प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अपनी तकनीक नहीं है यह अन्य विषयों या लेखांकन की अन्य शाखाओं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से जानकारी उधार लेता है लेकिन यह हमें मदद करता है कि संगठनों का प्रबंधन कैसे करें फर्मों का प्रबंधन कैसे करें और योजना और नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है समग्र प्रबंधन के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं सही है ना इसलिए योजना का मतलब है जब आप योजना के बारे में सोचते हैं क्योंकि योजना के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते यह रास्ते को स्थापित करने या शायद लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में है या शायद यह तय करने के बारे में है कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं हम कहाँ जाना चाहते हैं और कब तक जाना चाहते हैं इसलिए किसी भी फर्म में किसी भी कंपनी में किसी भी संगठन में योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है और योजना के अलग अलग आयाम हैं हमारे पास रणनीतिक योजना है जो बहुत लंबी है फिर हमारे पास लंबी अवधि जो 3 से 5 साल तक है की योजना है फिर हमारे पास वार्षिक योजनाएं हैं हमारे पास छ मासिक योजनाएं हैं हमारे पास त्रैमासिक योजनाएं हैं साप्ताहिक योजनाएं हैं तो योजनाएं किसी भी संगठन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जब आप कुछ करने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं तो अग्रिम में योजना बनाना हमेशा बेहतर और प्रभावी होता है है ना इसलिए प्रबंधन लेखांकन भी पहचानता है और इस पर जोर देता है कि हमें वास्तव में यह सोचना है कि कैसे योजना बनाई जाए कैसे प्रभावी ढंग से योजना बनाई जाए तो इसका मतलब है कि निर्णय कैसे लें कि सभी को योजना बनाने की आवश्यकता है इसलिए निर्णय लेना क्या है यह कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के सेट के बीच उद्देश्य पूर्ण विकल्प है है ना तो यह विकल्प के सेट के बीच उद्देश्य पूर्ण विकल्प है है ना यदि आपके पास यहां विकल्पों का सेट है तो आपको अब यह चुनना होगा कि हमारे लिए कौन सा विकल्प या कौन सा चुनने का अधिकार बेहतर है जिसे हमें चुनना चाहिए जिसे हमें फर्म में संगठन में लागू करना चाहिए वहाँ हमें नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि हम 6 महीने या 1 वर्ष के बाद एक स्तर तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं हमारी बिक्री 10000 इकाई उस लक्ष्य बिंदु तक हैं जब हम अगली अवधि के लिए योजना बनाना शुरू करते हैं इसलिए हम अब 12000 इकाई का लक्ष्य या 15000 इकाई का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह कैसे किया जा सकता है वहां हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है लेकिन हम जहां जाना चाहते हैं वह है कि हम योजना बना सकते हैं या हम आगे देख सकते हैं कि क्या करना है कैसे करना है और कहां जाना है यह प्रबंधन प्रक्रिया का मूल है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नियोजन के बिना कोई नियंत्रण संभव नहीं है इसलिए पहले हम योजना बनाते हैं फिर हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी योजना बनाई थी क्या हम अपनी योजनाओं या अपने उद्देश्यों या हमारे कहे गए मील के पत्थर को प्राप्त करने में सक्षम हैं जो योजना के स्तर पर तय किए गए थे और अगर वास्तविक प्रदर्शन नियोजित से अधिक है तो वास्तव में फर्म के लिए अच्छा है लेकिन हमें कहना होगा कि वेरियनसिस देखें और विश्लेषण करें और अगर वास्तविक प्रदर्शन नियोजित प्रदर्शन से कम है तो उस स्थिति में भी हमें सावधान रहना होगा क्योंकि वेरियनसिसVariances है यह एक नकारात्मक विचलन है और हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा ताकि ये वेरियनसिस वेरियनसिसVariances फिर से ना हो सही है ना इसलिए नियोजन और नियंत्रण दो महत्वपूर्ण तकनीकें उपकरण हैं और जो कुशलतापूर्वक और बहुत अच्छी तरह से उचित रूप से इस विषय या लेखांकन की इस शाखा द्वारा सुविधा से प्रदान किए है जहां हम योजना के विभिन्न तकनीकों के बारे में जानेंगे विभिन्न प्रकार के बजट जो हमारे पास है विभिन्न प्रकार के बजट हमारे पास मास्टर बजट है हमारे पास फ्लैक्सिबल बजट है हमारे पास नकदी बजट है हमारे पास ऑपरेटिव बजट है हमारे पास बिक्री बजट है हमारे पास बिक्री संग्रह बजट है हमारे पास ख़रीद भुगतान बजट है इन सभी बजटों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और सीखेंगे और आपने इसके बारे में सुना होगा मुझे यकीन है कि आपने पहले बजट के बारे में सुना होगा लेकिन जब हम मैं आपसे बजट पर चर्चा करूँगा कि आप मात्रात्मक रूप से बजट कैसे तैयार करते हैं मतलब प्रत्येक फर्म को या आज के परिदृश्य में अधिकांश फर्मों को चाहिए कि वे अलग अलग समय आयामो के आधार पर बजटीय बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं कुछ फर्म 6 मासिक बैलेंस शीट तैयार कर रही हैं कुछ फर्म तिमाही बैलेंस शीट तैयार कर रही हैं कुछ फर्म मासिक बैलेंस शीट तैयार कर रही हैं और जो कंपनियां बहुत कुशल हैं और जिनके पास बहुत कुशल आईटी सिस्टम हैं और जिनके पास पर्याप्त संसाधन हैं वे साप्ताहिक बैलेंस शीट भी तैयार कर रहे हैं और हर कंपनी को वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करना चाहिए है ना इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ने से पहले हम फर्म में कुछ भी निष्पादित करना शुरू करते हैं हमारे पास अलग अलग समय आयामो के लिए पहले से ही एक बजट बैलेंस शीट बजटीय लाभ और हानि खाता है और अगर हमने बजट के माध्यम से इन सभी चीजों को पहले से ही तैयार किया है तो इसका मतलब है कि वे सेवा करते हैं बहुत अच्छे मार्ग दर्शक नक्शे के रूप में एक पथनक्शा जिस पर हम बाद में चल सकते हैं है ना इसलिए योजना बनाना और उन्हें नियंत्रित करना दो महत्वपूर्ण तकनीकें हैं और हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे योजना और नियंत्रण का अर्थ है यदि आप संरचना कुल संरचना को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ है हम योजना से शुरू कर रहे हैं यह नियोजन है और यहीं नियंत्रण है और हम कैसे योजना बनाते हैं हम बजट तैयार करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है हम बजट और विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं फिर हमारे पास विशेष वित्तीय लेखा प्रणाली है जो हमें मदद करती है कि आपको पहले बजट की बैलेंस शीट देने में और फिर जब फर्म प्रदर्शन के लिए जाती हैं तब यह आपको वास्तविक बैलेंस शीट वास्तविक लाभ और हानि खातों को देने में मदद करता है है ना इसलिए हम बनाते हैंफिर हम बजट की तुलना वास्तविक बैलेंस शीट या वास्तविक लाभ और हानि खातों से करते हैं इसलिए हम यहां क्या कर रहे हैं हम नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं इसका अर्थ है कि हमें वित्तीय लेखांकन जानकारी द्वारा मदद की जाती है लेकिन प्रबंधन लेखांकन हमें सिखाई गई उस जानकारी का उपयोग कैसे करना है यह सिखाता है इसलिए नियोजन हमने बजट की मदद से भी किया फिर हम वास्तविक उत्पादन के लिए गए और तब हमारे पास वास्तविक उत्पादन और बिक्री थी और फिर हमारे पास वास्तविक परिणाम थे और फिर हमने बजट परिणामों की तुलना वास्तविक परिणामों से की उसके बाद हमारे पास दोनों चीजें थीं नियोजन के साथ साथ नियंत्रण भी लेकिन बीच बीच में हमें सुविधा थी कि हम वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया द्वारा मदद लेते थे फिर हम प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं जब नियोजित और वास्तविक प्रदर्शन अलग अलग होते हैं तो हमें प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करनी होगी और वेरियनसिसका पता लगाना होता है और बजट की इस पूरी प्रणाली में और लेखांकन जानकारी बनाने के लिए यहां अन्य विभिन्न हितधारक है जो हमारी मदद करते हैं वे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं सबसे पहले ग्राहक सेवा है वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमारे उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों द्वारा कितना पसंद किया जाता है हम प्रतियोगियों के विश्लेषण के लिए जाते हैं कि वे कैसे आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं उन्होंने क्या किया है और वे क्या कर रहे हैं या वे क्या करने की योजना बना रहे हैं तदनुसार यदि बाजार में बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और हम लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो हम कुछ पैसे विज्ञापन पर खर्च करते हैं और फिर हम रिपोर्ट का पता करते हैं और नई वस्तुओं उत्पादों या सेवाओं के बारे में सफलता और विफलता का पता लगाने की कोशिश करते हैं अगर वे इन्हें बाजार में पेश कर रहे हैं तो ये सभी स्रोत है ग्राहक प्रतियोगी विज्ञापन प्रक्रिया नई वस्तुएँ हैं और फिर वे हमें आने वाले समय के लिए बजट की जानकारी तैयार करने में मदद करते हैं और उसी के आधार पर हम योजना बनाते हैं जिस योजना के निष्पादन के लिए हम जाते हैं और निष्पादन के बाद हम नियंत्रण और नियंत्रण की प्रक्रिया करते हैं और अंत में यह जान जाते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं इसलिए यहां नियोजन और नियंत्रण प्रक्रिया में हमें बजट वित्तीय लेखांकन ग्राहकों प्रतियोगियों विज्ञापन प्रक्रिया और मैं वस्तु की सफलता या विफलता से मदद मिलती है और यहां प्रबंधन लेखांकन का महत्व निहित है कि आपके पास प्रतियोगी सेवा के विश्लेषण के लिए आपके पास ग्राहक सेवा है आपके पास विज्ञापन बजट और वास्तविक प्रदर्शन है आपके पास नए आइटम का प्रदर्शन है आपके पास वित्तीय लेखांकन विवरण है लेकिन उपयोग कैसे करें उसमें से निर्णय लेने की सुविधा कैसे प्रदान करें या इस सभी जानकारी के आधार पर निर्णय कैसे लें यह प्रबंधन लेखा कारों द्वारा अपेक्षित है या प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल है इसलिए इस तरफ हम एक बात यहां रख रहे हैं जो कि प्रबंधन प्रक्रिया है प्रबंधन प्रक्रिया वह है जो नियोजन और नियंत्रण है एक आंतरिक लेखा प्रणाली जो हमें नियोजन और नियंत्रण करने में मदद करती है और फिर हम प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं और जब हम कहते हैं कि प्रदर्शन रिपोर्ट के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम नियंत्रण का उपयोग करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में क्या ग़लतियाँ हुई थीं प्रदर्शन प्रक्रिया में और हम वर्तमान प्रदर्शन से सबक सीख कर या लेकर अपनी अगली अवधि की योजना को ठीक करने का प्रयास करते हैं ताकि अगली बार ये चीजें घटित न हों हम कोई गलती नहीं करते हैं और हम आसानी से उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं जो हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं इसलिए योजना और नियंत्रण इसका महत्व अब हमारे लिए स्पष्ट है ऐसा मैं सोचता हूं तो अब यहां हम बजट बजट की भूमिका के बारे में बात करते हैं बजट एक कार्य योजना की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है और योजनाओं के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए एक सहायता है बजट प्रबंधन योजना तैयार करने और अनुशासित करने के लिए मुख्य उपकरण हैं जब आपके पास बजट होता है तो आप जानते हैं कि क्या किया जाना अपेक्षित है हम आसानी से एक दूसरे कर्मचारी के साथ पर हर बात कर सकते हैं यही आपसे इस समय अवधि में अपेक्षित है और यदि आपका प्रदर्शन चयनित स्तर तक नहीं है या बजट के अनुसार नहीं है तो इसका विश्लेषणमूल्यांकन किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी इसलिए यह नियोजन के दौरान संसाधनों के प्रभावी उपयोग के बारे में योजना और मदद प्रदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है और फिर इस बारे में जानना कि हमारी योजना सफल रही है या नहीं और यदि किसी प्रकार की कमी है तो उन्हें अगली योजना प्रक्रिया में से हटा दें या यदि हमने अभी भी और भी ऊपर कर लिया है तो हम यह जान सकते हैं कि अब हम अपने लक्ष्यों को बढ़ा सकते हैं अपने नियोजन होराइजन को बढ़ा सकते हैं हमारी योजना मतलब की योजना स्तर पर उद्देश्यों को बढ़ा सकते हैं और हम बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं है ना अब हम प्रदर्शन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं यह वास्तव में बहुत ही दिलचस्प घटक है कि प्रदर्शन रिपोर्ट कि प्रदर्शन रिपोर्ट क्या है जैसा कि मैंने नियोजन और नियंत्रण की प्रक्रिया के दौरान आपके साथ चर्चा की प्रदर्शन रिपोर्ट मूल रूप से वास्तविक परिणामों के साथ नियोजित परिणामों की तुलना है है ना प्रदर्शन रिपोर्ट नियंत्रण को औपचारिक बनाती है और योजनाओं के परिणामों की तुलना करके और विचलन को उजागर करके प्रतिक्रिया प्रदान करती है तो जब आप वास्तविक प्रदर्शन के साथ बजटीय प्रदर्शन की तुलना करते हैं है ना आपको फर्क पता चलता है यदि वास्तविक बराबर है बजट के तो इसका मतलब है कि वेरियनसिस0 है लेकिन यदि वास्तविक बजट से अधिक है तो वेरियनसिस है लेकिन यह सकारात्मक है और अगर वास्तविक बजट से कम है तो उस स्थिति में वेरियनसिस होता है और यह नकारात्मक है यह एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है हमें विस्तार से विश्लेषण करना होगा कि वेरियनसिसक्यों होता है हम जो योजना बना रहे थे उसे क्यों हासिल नहीं कर पाए और कहाँ क्या कमियाँ थीं और कैसे हम उन वेरियनसिस को दूर कर सकते हैं वेरियनसिसमूल रूप से योजना से वेरियनसिस हैं इसलिए हम आने वाले समय में अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं हर कोई अपने जीवन में योजना बनाता है कभी कभी लोग सक्रिय रूप से योजना बनाते हैं कुछ लोग निष्क्रिय रूप से योजना बनाते हैं सभी कंपनियां अपने कहे जाने वाली व्यवसाय प्रक्रिया में योजना बनाती हैं कुछ कंपनियां सक्रिय रूप से योजना बनाती हैं कुछ लोग निष्क्रिय रूप से योजना बनाते हैं हर कोई योजना बनाता है हर कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और हर कोई यह देखना चाहता है चाहे वह फर्म हो या स्त्री पुरुष की वे लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है या नहीं इसे ही हम प्रदर्शन रिपोर्ट कहते हैं यह बजटीय जानकारी है यह वास्तविक जानकारी है और यह भिन्नता है उदाहरण के लिए हमारे पास राजस्व के लिए योजना है राजस्व हमने राजस्व के लिए योजना बनाई है शायद बिक्री से बिक्री हमें अगले एक सप्ताह में बेचने की योजना बनानी थी1 सप्ताह में कह लीजिए 25000 रुपए लेकिन हम केवल वास्तविक तौर पर बाजार में केवल 19000 रुपये का ही बेच सकते हैं और इस तरह विचलन 6000 है और यह नकारात्मक वेरियनसिस है इसे एडवरस वेरियनसिसकहा जाता है आप इसे नकारात्मक कहते हैं या आप इसे प्रतिकूल कहते हैं यह एडवरस है आप इसे ऋणात्मक कह सकते हैं आप इसे एडवरस वेरियनसिस कह सकते हैं तब आते हैं खर्च अब सोचते हैं कि 25000 रुपये की आय अर्जित करने के लिए कमाई 25000 रुपये की बिक्री है हमें 20000 रुपये का निवेश करना होगा या खर्च करना होगा हमने यहां क्या बचाया है यहां हमने कम खर्च करके बचाया है हमने 20000 रुपए खर्च नहीं किए हैं हम कुल उत्पादन सिर्फ 15000 रूपए में करने में सक्षम हैं जो हमने बाजार में 19000 रूपए में बेचा तो हमने यहाँ कुछ राशि बचाई है और यह राशि कितनी है जोकि है 5000 रुपये और यह एक अनुकूल वेरियनसिस है तो अनुकूल का अर्थ है एफ जो है अनुकूल वेरियनसिस तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि शुद्ध आय जिसकी 5000 रुपए होने की उम्मीद थी शुद्ध लाभ का मतलब था जो परिचालन लाभ था जो 5000 रुपए होने की उम्मीद थी वह 4000 रुपए तक कम हो गई है इसका कारण है हमारी बिक्री में 6000 रुपये की कमी आई है जिसका मतलब है कि योजना के विपरीत वास्तविक बिक्री और हमारे ख़र्चों में भी कमी आई है मतलब कि खर्चे बिक्री में भी कमी आई है इसलिए ख़र्चों पर भी नियंत्रण किया गया है बताए गए ख़र्चों और बिक्री के बीच का अंतर 1000 रूपए हैं और उस 1000 रूपए के कारण हमारे पास 1000 रूपए का अंतिम शुद्ध ऋणात्मक वेरियनसिस है1000 रूपए का नकारात्मक वेरियनसिस है इसलिए अब हमें इस विचलन के कारणों की तलाश करनी है क्यों हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते क्यों हम 25000 रूपए में नहीं बेच सकते अब हमें उसके कारणों का पता लगाना होगा उसके लिए एक कारण हो सकता है जब आप इसे बाजार में बेचते हैं वे दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्हें आप इसे भिन्नता के कारणों के रूप में कह सकते हैं पहला कह सकते हैं कि मात्रा इकाइयों की संख्या जो आप बाजार में बेचना चाहते हैं और दूसरी वह कीमत है जिस पर हम बाजार में बेचना चाहते हैं अब यदि आप विस्तृत विश्लेषण के लिए जाते हैं फर्मों में हम प्रबंधन लेखांकन प्रक्रिया के तहत विस्तृत विश्लेषण के लिए जाते हैं हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उदाहरण के लिए हमने 25000 यूनिट को बेचने का निश्चय किया और एक यूनिट की बिक्री की कीमत को 1 रुपए के हिसाब से बेचने का फैसला किया ठीक इसलिए हमारी बिक्री 25000 रुपए होने की उम्मीद थी इसलिए यहां हमें यह पता लगाना होगा कि यूनिटों की बिक्री में कमी आई है या बिक्री मूल्य में कमी आई है यह संभव हो सकता है कि हमने बाजार में 25000 इकाइयां बेची हैं लेकिन हम इसे 1 रुपये में नहीं बेच सकें हमें इसे 1 रुपये से कम में बेचना पड़ा तो इसका मतलब है कि हमारी कुल बिक्री राशि 19000 रुपये है तो क्योंकि यह किसी भी किसी भी किसी भी और संभव हो सकता है है ना अगर वह बात है तो किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि अगर मात्रा 25000 इकाइयों पर बेची जानी तय है और हम बाजार में 25000 इकाइयों को पारित कर सकते हैं या बाजार में 25000 इकाइयां बेच सकते हैं लेकिन कीमत 1 रुपये प्रति इकाई नहीं थी जो 1 रुपये से घटकर कुछ कम हो गई है यही वजह है कि कुल बिक्री 6000 रुपये कम हो गई है इसका मतलब है कि यह एक बे काबू कारक है हम विभिन्नताओं का विश्लेषण करेंगे लेकिन हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि बाजार की कीमत बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है न कि आंतरिक कारकों द्वारा फर्म फर्मों की बिक्री दल या विनिर्माण विभाग या फर्म के अंदर कोई अन्य व्यक्ति वे बाजार में होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं है ना वे बाज़ार में हो रहे किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं इसलिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि कीमत बाहरी कारकों से तय होती है इसलिए अगर प्रतियोगिताओं की वजह से बढ़ी हुई आपूर्ति के कारण लोगों की मांग कम होने के कारण या शायद बाजार या किसी भी चीज़ में मिले विकल्प के कारण या किसी भी कारण से कोई भी कारक हो सकता है की वजह से कीमतें कम हुई हैं इसलिए हम इस प्रकार के वेरियनसिस के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठंहरा सकते हम वेरियनसिस का विश्लेषण कर सकते हैं हम इसका कारण जान सकते हैं उदाहरण के लिए यदि मूल्य 1 रुपया था जो हमने तय किया था लेकिन हम बाजार में केवल 19000 इकाइयों को बेच सकते थे न कि बाजार में 25000 इकाइयों को उस मामले यह देखने वाला एक कारक है क्योंकि यह नियंत्रणीय था हम यह सोचा होता कि हम बाजार में कितनी बिक्री करने की योजना बना रहे हैं हम वास्तव में बाजार में कितनी बिक्री कर रहे हैं और बिक्री को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम उस समय के लिए 25000 इकाइयों की बिक्री का लक्ष्य प्राप्त कर सकें इसी तरह आप ख़र्चों के बारे में बात करते हैं यहां खर्च 20000 बजट हैं और वास्तव में हमने 15000 खर्च किए हैं हमने ख़र्चों के हिसाब से 5000 रुपए बचाए हैं लेकिन यहां आप केवल यह खुशी महसूस नहीं कर सकते कि हां हमने 5000 रुपए बचाए हैं क्योंकि वेरियनसिस अनुकूल है यहां हमें सावधान रहना होगा कि यह संभव हो सकता है हमें इसे दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे कोण से देखना होगा यह संभव हो सकता है कि योजनाबद्ध या बजट के रूप में 20000 का खर्च जिसे20000 भी होने की आवश्यकता नहीं थी 25000 इकाइयों के निर्माण के लिए वास्तविक आवश्यकता लागत की आवश्यकता थी और लागत का अनुमान पहले से ही 15000 होना चाहिए था इसलिए प्रदर्शन आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा है बल्कि आपका बजट पहले ही अधिक तरफ था आपकी योजना उच्च स्तर पर है जब आपने लागत के लिए योजना बनाई तो यह पहले ही ज्यादा था इसलिए आपको गंभीरता से हमेशा मतलब कि अनुकूल वेरीआंसस के बारे में सोचना होगा इसका मतलब नहीं है विशेष रूप से उस लागत के संदर्भ में नहीं है जिससे हम संसाधनों को बचाने में सक्षम हैं या हमने लागत को कम किया है यह संभव हो सकता है कि बजट की राशि अपने आप में बहुत अधिक थी और वास्तविक निश्चित रूप से उससे कम थी इसलिए किसी की ओर से कोई विशेष उपलब्धि नहीं है और हमने कुछ अतिरिक्त हासिल नहीं किया है तो आप इसे दोनों कोणों से देखते हैं अगर किसी ने अतिरिक्त मेहनत की है संसाधनों को बचाया है और 20000 रुपये की लागत को 15000 रुपये तक लाया गया है तो निश्चित रूप से इसे सराहना की आवश्यकता है लेकिन अगर यह इस चीज के कारण नहीं है और बजट भी दोष पूर्ण था तो हमें भी इस पर गौर करना होगा और अपने बजट अनुमानों को सही करना होगा इसलिए यहां एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह ध्यान देने योग्य है कि हमेशा वेरियनसिस का विश्लेषण करना सार्थक नहीं है हमेशा यह वेरियनसिस का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त नहीं है वास्तविक अर्थों में फर्म में प्रबंधन लेखांकन के तहत हमारे प्रत्येक निर्णय को दो चीजों पर आधारित होना चाहिए और ये दो चीजें क्या हैं वे लागत और लाभ हैं मैंने आपको बताया कि लागत और लाभों को बहुत सावधानी से ध्यान में रखना होगा बहुत गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए और हमें वेरियनसिस विश्लेषण के लिए पूरी तरह से अंधा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किया जाना है लागत और लाभ जो कि लेखा प्रणाली की लागत और लाभ हैं उदाहरण के लिए अगर इस मामले में कुल विचलन जो हमने यहां देखा है वह शुद्ध वेरियनसिसकितना है शुद्ध विचलन 1000 रुपए या 1000 डॉलर या 10000 पाउंड था इसे आप जो भी कहेंगे सही है इसलिए नेट वेरियनसिस का मतलब है कि हम बाजार में कितना बेच रहे हैं हम केवल 1000 रुपए अतिरिक्त बेच रहे हैं क्योंकि हमारे राजस्व में 6000 रूपए की कमी आई है लेकिन लागत 5000 रूपए से नीचे आ गई है इसलिए हम अपने लाभ में 1000 रूपए घटा रहे हैं इसलिए हम इस समस्या का सामना करने जा रहे हैं लेकिन यहां हमें यह देखना होगा कि यदि हम इस पूरे का वेरियनसिस विश्लेषण करते हैं तो कुल बिक्री विश्लेषण आप करते हैं कुल लागत विश्लेषण आप करते हैं कुल बजट विश्लेषण करते हैं और इस विश्लेषण को बनाने की कुल लागत कहीं न कहीं 2000 रुपए है विशेषज्ञों के कुल समय की वजह से या सिस्टम लिया गया है इस वजह से या कुल प्रक्रिया जो कि वेरियनसिस विश्लेषण में शामिल है यदि उनकी कुल लागत 1000 रुपए से अधिक की राशि है तो यह वेरियनस का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए हर जगह आपको इस बारे में सोचना होगा कि केवल उन वेरियनसिस का विश्लेषण किया जाएगा जहां लाभ लागत से अधिक होने की उम्मीद है यदि लागत लाभ से अधिक होने की उम्मीद है तो हम उन वेरियनस का विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं या हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं तो प्रबंधन लेखांकन में या प्रबंधन लेखांकन के तहत हर कार्रवाई और प्रतिक्रिया लागत और लाभ पर आधारित होगी अब बस जल्दी से हम उत्पाद जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं हमारे पास उत्पाद के जीवन चक्र का भी महत्व है क्योंकि हम बजट और योजनाओं और प्रक्रिया के नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जब आप प्रबंधन लेखांकन के बारे में बात करते हैं प्रबंधन लेखांकन उत्पाद विकास के साथ शुरू होता है या हो सकता है जब हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में विचार की कल्पना आई है कोई भी विचार जब किसी के दिमाग में आता है कि हमें बाजार में एक नया उत्पाद पेश करना चाहिए तो वहां प्रबंधन लेखांकन शुरू होता है हम सोचते हैं सोचना शुरु कर देते हैं कि उत्पाद जिस परियोजना से गुजरेगा उसमें न्यूनतम चार चरण होंगे उत्पाद विकास चरण बाजार में परिचय चरण बाजार चरण की परिपक्वता और चरणबद्धता इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको बहुत सारे अनुसंधान और विकास करने होंगे आपको बाजार में उत्पाद के शोध और विकास के लिए बहुत पैसा खर्च करना होगा यह संभव हो सकता है कि उत्पाद या सेवा पहले से ही अन्य बाजारों में मौजूद हो मैं सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों के बाजारों में इसलिए हम इस बारे में निश्चित हैं कि यदि हम भारत में या अमेरिकी बाज़ार में बाज़ार की विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं तो वही बाज़ार विशेषताएँ हैं ग्राहक वही हैं जो वहाँ के उत्पादों का उपयोग करते हैं उनकी आय का स्तर समान है उनके अन्य सभी प्रकार के कह सकते हैं कि विशेषताएँ लगभग समान हैं बाजार की विशेषताएँ या विशेषताएँ समान हैं उस मामले में हमें उत्पाद के लिए अनुसंधान और विकास के लिए जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इसे भारत में कैसे लाया जाएगा इसे बाजार में कैसे पेश किया जाएगा इस उत्पाद के खरीदारों की क्या प्रतिक्रिया होगी यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं इसलिए आपको उत्पाद विकास प्रक्रिया के लिए जाना होगा और आपको यह सोचना होगा कि उत्पाद को भारत जैसे बाजार के लिए कैसे विकसित किया जा सकता है जो पहले से ही बाजार में नहीं है अगर हम इस उत्पाद को बाजार में लाते हैं तो क्या होगा मैं आपके साथ यहां एक कहानी साझा करता हूं जो बताती है आपने एंकर नाम की कंपनी के बारे में सुना होगा जो विद्युतीय खंडविद्युतीय उपकरण खंड में हैं जिसे अब पैनासोनिक ने संभाल लिया है लंबे समय तक वे 1999 या 2000 में जब थे वे विद्युत खंड से उपभोक्ता खंड में विविधता लाने के बारे में सोच रहे थे वे कुछ उपभोक्ता उत्पादों में उपभोक्ता खंड में हैं एक उत्पाद जो उन्होंने भारतीय बाजार या भारत के बाजार में पेश करने के बारे में सोचा वह था फ्रूट बीयर सही है ना फ्रूट बीयर वे पेश करना चाहते थे और उन्होंने किया क्योंकि फ्रूट बीयर दूसरे देशों के बाजार में एक बहुत स्थापित उत्पाद है कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया यह एक गैर मादक पेय है कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और यह वास्तव में मतलब कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है इसलिए उन्होंने सोचा कि फ्रूट बीयर इस बाजार में मौजूद नहीं है यह भारतीय बाजार में बहुत प्रचलित नहीं है तो इस उत्पाद को क्यों नहीं पेश किया जाए इसलिए फलो की बीयर का निर्माण कैसे करें इस उत्पाद को कैसे बनाएँ एंकर के लिए यह मुश्किल नहीं था वे इसे कर सकते थे लेकिन इस उत्पाद को इस बाजार में कैसे लाया जाए इस उत्पाद को इस बाजार में कैसे पेश किया जाए उन्होंने कुछ शोध और विकास किया और फिर उन्होंने भारतीय बाजार के लिए उत्पाद विकसित कियाइसकी पैकेजिंग और वितरण प्रणाली भी और आखिरकार जब उन्होंने उत्पाद को बाजार में लाया तो उन्होंने शुरू में इसे मुफ्त में बाँटना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि बिक्री बढ़ेगी लोग इसे खरीदना शुरू कर देंगे और वे अपना निवेश पूरा करना शुरू कर देंगे और ऐसे ही सब क्योंकि उन्होंने 1999 2000 में भारतीय बाजारों में 350 करोड़ से अधिक की बड़ी राशि का निवेश किया था आप सोचते हैं उस समय के लिए यह बहुत बड़ा धन था लगभग 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो यह 350 करोड़ की बड़ी रकम थी उन्होंने गुड़गांव में एक प्लांटबनाया था और उन्होंने उत्पाद का निर्माण शुरू कर दिया उत्पाद बाजार में आने लगे और उन्होंने इसे लोगों को मुफ्त में वितरित करना शुरू कर दिया लेकिन आखिरकार लोगों या बाजार ने उत्पाद को अस्वीकार कर दिया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बजट बनाया उन्होंने योजना बनाई उन्होंने कुछ बुनियादी सूरत की गतिविधियों को किया लेकिन आखिरकार लोगों द्वारा उत्पाद को अस्वीकार कर दिया गया तो यहां इसका मतलब है कि अंततः फर्म को नुकसान उठाना पड़ा उस परियोजना में बड़ा नुकसान हुआ और उनके पूरे 350 करोड़ रुपए बेकार गए इसलिए प्रबंधन लेखांकन चाहिए जब आप बजट के बारे में सोचते हैं तो आपको एक तरफ उत्पाद या सेवा की योजना बनानी होगी जिसे योजना कहा जाता है लेकिन जब आप वित्तीय योजना बनाते हैं तो आप बजट और बजट के बारे में बात करते हैं जब आप बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि बजट निष्पादन का आधार बन जाएगा और क्रियान्वयन नियंत्रण का आधार होगा तो इसका मतलब है कि हमें प्रबंधन लेखांकन की आवश्यकता है बाजार में उत्पाद का परिचय बाजार में परिपक्वता हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम बाजार में सफल होते हैंबढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं लेकिन एक दिन तो संतृप्ति आएगी धीरे धीरे और लगातार उत्पाद बाजार से बाहर चला जाएगा यह चरणबद्ध तरीके से होगा इसलिए हर जगह हर कदम पर हमें प्रबंधन लेखांकन की इन तकनीकों की आवश्यकता है फिर हम मूल्य श्रृंखला जैसी कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं यहां हमें अनुसंधान और विकास डिजाइन उत्पादन विपणन वितरण और ग्राहक सेवा में प्रबंधन लेखांकन की भी आवश्यकता हैसही है ना क्योंकि इन सभी का किसी भी व्यावसायिक संगठन में तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप उनका वित्तीय विकास नहीं करते हैं अनुसंधान और विकास डिजाइन उत्पादन विपणन वितरण और ग्राहक सेवा यह एक मूल्य श्रृंखला है हर जगह आपको धन की आवश्यकता होती है और क्या किसी भी मूल्य श्रृंखला या किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला पर धन खर्च करना उचित है या नहीं यह कैसे कहेंगे कि वापस आएगा अंतिम परिणाम क्या होगा हर जगह हमें आंकड़ों को शामिल करना होगा बजट को शामिल करना होगा या यूं कहें कि हमें बिक्री बजट तैयार करना होगा हमें खरीदी बजट तैयार करना होगा हमें नकदी बजट तैयार करना होगा हमें बजटीय लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करनी होगी तो इसका मतलब है कि जब हम मात्रात्मक बजट वित्तीय बजट ऑपरेटिंग बजट और वित्तीय बजट की बात कर रहे हैं तो हम प्रबंधन लेखांकन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ अलग अलग मूल्य श्रृंखला फंक्शंस हैं जो कि अनुसंधान और विकास डिज़ाइन उत्पादन और विपणन है और फिर उत्पाद का वितरण है और आखिरकार में बिक्री सेवा या आप इसे ग्राहक सेवा कह सकते हैं तो ये कुछ कार्य हैं ठीक है ना तो ये कुछ अधिकारी है जो प्रबंधन लेखांकन में महत्वपूर्ण हैं हमारे पास नियंत्रक है जिसमें सामान्य लेखांकन एक अनु भाग है आंतरिक लेखा परीक्षा एक अनु भाग है और कर अन्य अनु भाग है जब हम योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो सब कुछ को ध्यान में रखना होगा हमें अपने सामान्य इनपुट आउटपुट लागत और राजस्व के बारे में सोचना होगा हमें इस बारे में सोचना होगा कि कौन सा खर्च किस सीमा तक स्वीकार्य है और करों के संदर्भ में क्या कहना पड़ेगा जो बाजार में उत्पाद बेचने के लिए हैं और वे हमारे वित्तीय को कैसे प्रभावित करेंगे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और इसके बारे में हम सीखेंगे यदि आप नियंत्रक के कार्यों के बारे में सोचते हैं तो नियंत्रण के लिए योजना बनाने का अर्थ है कि हम क्या करेंगे हम क्या नियंत्रित करेंगे पहले हम योजना बनाएँगे निष्पादित करेंगे और उसके बाद ही हम नियंत्रण करेंगे रिपोर्टिंग और व्याख्या करना मूल्यांकन और परामर्श कर प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको करा धान प्रणाली के लिए भी योजना बनानी होगी हम कितनी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं हम कितना लाभ की उम्मीद कर रहे हैं और हमें कितना कर देना होगा हमें बाजार में बेचने से पहले करों का भुगतान करना होगा जो कि मुनाफ़ा कमाने से पहले है पहले हमारे पास उत्पाद शुल्क थे लेकिन आज हम इसे जी एस टी कहते हैं हमें जी एस टी का भी भुगतान करना होगा जी एस टी का क्या प्रभाव है और इससे लागत कैसे बढ़ेगी और हमें उस कर को कैसे वसूलना है और इसका भुगतान सरकार को करना है सरकारी रिपोर्टिंग संपत्ति की सुरक्षा आर्थिक मूल्यांकन तो जल्दी से हम सिर्फ इन कारकों के बारे में जान सकते हैं कोषाध्यक्ष का कार्य है पूँजी का प्रावधान यह फर्म में वित्त विभाग ट्रेजरी विभाग का कार्य है धन कहाँ से आएगा कितने फंड की आवश्यकता है फंड कहां से आएगा यह एक महत्वपूर्ण कार्य है निवेश संबंध कैसी होंगी अल्पकालिक वित्तपोषण कहां से होगा बैंकिंग और विभिन्न दस्तावेज़ किसकी हिरासत में होंगे उधार और उसका संग्रह निवेश और जोखिम प्रबंधन जोकि बीमा आदि है हमें वित्तीय इनपुट्स के संदर्भ में इन सभी लागतों के बारे में सोचना होगा तब है यदि आप वर्तमान प्रबंधन लेखांकन प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम यहां देख सकते हैं कि कुछ दो तीन चीजें यहां महत्वपूर्ण हैं पहली बात यह है कि प्रबंधन लेखांकन में परिवर्तन करने वाले कारक वे विनिर्माण पर आधारित से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव की तरफ हैं यह पहला बदलाव है दूसरी बात है बढ़ी हुई वैश्विक प्रतियोगिता मतलब कि भारत में पहले हमारे पास भागीदारी थी जैसे कि अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीन क्षेत्रों के योगदान के बारे में बात करते हैं कृषि क्षेत्र उद्योग और फिर सेवा क्षेत्र इसलिए अनुपात ऐसा था कृषि अधिकतम योगदान दे रही थी फिर उद्योग योगदान दे रहा था और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम था है ना इसलिए आज इस देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीएनपी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वह है बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्योंकि 1991 के बाद 24 जुलाई 1991 को भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया और एक बार यह वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गया तो इसका मतलब है सभी बहु राष्ट्रीय कंपनियों हमारे पास आ सकते हैं और हम बाहर जा सकते हैं इसलिए इसने प्रतियोगिता को तेज किया है और तीव्र प्रतिस्पर्धा का इस देश में औद्योगिक या उद्योग के प्रदर्शन या इस देश में फर्म के प्रदर्शन पर एक बड़ा प्रभाव है कि लागत हिस्सा आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत प्रतिस्पर्धी हैं लोगों को एक विकल्प मिला है ग्राहकों को एक विकल्प मिला है और अगर फर्म उत्पादन की लागत को कम करने में सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से वे कीमत खोने में सक्षम होंगे और यदि प्रतियोगी बाजार में बहुत कम कीमत पर या बाजार में कम कीमत पर उत्पाद बेच रहे हैं तो ख़रीदार हमारे ऊपर क्यों निर्भर होना चाहेगा 1991 से पहले के दिनों की बात गई 1991 में केवल एक कंपनी ही भारत के इस बड़े बाजार की सेवा कर रही थी उदाहरण के लिए मैंने आपसे सेल SAIL के बारे में बात की थी इस पूरे देश के इस्पात बाजार को सेवा प्रदान कर रहा है यह एक बड़ा देश है एक अरब लोग और केवल एक कंपनी इस्पात का निर्माण करती है वे दिन गए जब हमने केवल एक एयर इंडिया था जो इस देश के कुल हवाई यातायात की सेवा कर रहा था अब हमारे पास कई विकल्प हैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में हमने देखा है कि पहले यह दूरसंचार विभाग का था इसे बीएसएनएल में बदल दिया गया था लेकिन आज आप देखते हैं कि बाजार में हर दिन कितनी कंपनियां और नई योजनाएं आ रही हैं और अंततः ग्राहक राजा है आप कहाँ जाना चाहते हैं किसके साथ काम करना चाहते हैं आप किसकी अनुमति दे रहे हैं आप किसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की मंजूरी देना चाहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही ग्राहक की पसंद है इसलिए सेवा आधारित उद्योग के कारण आज यदि आप इन तीन क्षेत्रों का योगदान देखते हैं तो सेवा क्षेत्र अधिकतम योगदान दे रहा है जोकि 55 प्रतिशत से अधिक है फिर विनिर्माण क्षेत्र आता है और कह सकते हैं कि कृषि का योगदान सबसे कम हो गया है इसलिए पहले के योगदान की तुलना में उल्टा योगदान है और प्रतियोगिता एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसने देश में बजट और बजट आयामो को पूरी तरह से बदल दिया है और अब हमें अपने ग्राहकों और प्रत्येक साधन के बारे में ध्यान से सोचना होगा और कभी भी बाजार में बने रहने के लिए रणनीतिक निर्णय लेने होंगे और हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे इसलिए वर्तमान में प्रबंधन लेखांकन ट्रेंड में सेवा क्षेत्र का महत्व और बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धाएँ शामिल हैं और तीसरा है प्रौद्योगिकी में अग्रिम तकनीकें प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत हो गई है जिसने हमें उत्पादन की लागत को कम करने में मदद की है और दूसरी बात यह है कि अब हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था हैं इसलिए प्रौद्योगिकी को दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं भी काम पर रखा जा सकता है यदि यह भारत में उपलब्ध नहीं है तो आप इसे उधार ले सकते हैं आप इसे अन्य अर्थव्यवस्थाओं से ला सकते हैं तो इसका मतलब है कि इन परिवर्तनों के कारण अब हर बार और फिर हमें नियमित रूप से बहुत ही रणनीतिक निर्णय लेने होंगे लगातार हमें फैसले लेने होंगे और फ़ैसलों को लागू करना होगा और अगर कुछ गलत होता है तो हमें सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तो आप इस विषय के प्रबंधन लेखांकन के महत्व के बारे में सोच सकते हैं कि आपकी वित्तीय या लेखांकन जानकारी कैसे सही परिप्रेक्ष्य में उपयोग की जाती है तो यह किस हद तक कंपनियों को अपने समग्र संचालन और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है इस कक्षा में मैं यहां रुकता हूं और अगली कक्षा में हम कुछ आगे की चर्चाओं और बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे